इसलिए हम पिछले व्याख्यान में सीमा परत में ग्रेडिएंट्स को देखकर रुक गए इसलिए हमने सीमा परत सन्निकटन की शुरुआत की जहां हमने कहा कि x घटक वेग y घटक वेग से बहुत बड़ा है और हमने कहा कि du by dy वास्तव में du by dx से बड़ा है और dv by dy dv by dx से बड़ा है ध्यान दें कि मैंने एक टाइपो बनाया है यह x होना चाहिए और यह y नहीं होना चाहिए और x नहीं होना चाहिए तो वैसे भी तो सीमा परत सन्निकटन को पेश करने का तरीका मुझे लगता है कि यह आपके द्रव यांत्रिकी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है तो आपको परिमाण विश्लेषण का क्रम कहा जाता है तो चलिए अभी के लिए मान लेते हैं आप वास्तव में इसे देखेंगे क्योंकि अगर अगर मजबूर संवहन यदि प्रवाह दर शरीर बल से काफी बड़ी है तो यहां ज्यादा भूमिका नहीं निभाती है तो हम वास्तव में इसे देखेंगे इसलिए विशेष रूप से शरीर बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब आपके पास प्राकृतिक संवहन होता है न कि इस प्रकार की बल प्रणालियों में ठीक है तो मान लीजिए कि यदि आप कहते हैं कि मुक्त भाप का वेग U है तो यह सीमा परत के बाहर द्रव का वेग है तो यह सीमा परत के बाहर द्रव का वेग है और मान लीजिए हम कहते हैं कि V y घटक दिशा में कुछ प्रतिनिधि वेग v है तो यह है कि यू एक्स घटक वेग के लिए संदर्भ वेग मुक्त भाप संदर्भ वेग है तो यह यू के लिए संदर्भ वेग है जो एक्स दिशा में वेग है और यदि यह वी के लिए संदर्भ वेग है तो आप नहीं जानते कि यह पूंजी वी क्या है हम जानते हैं कि यू क्या है यू मुक्त भाप वेग है और एल मान लें कि यह प्लेट की लंबाई है तो यह x दिशा में संदर्भ लंबाई का पैमाना है इसलिए मैं निर्देशांक को x और y के रूप में परिभाषित करता हूं तो याद रखें हमने चालन में लंबाई के पैमाने के बारे में बात की थी इसी तरह एल यहाँ लंबाई पैमाना है इस समस्या के लिए और डेल्टा जो कि सीमा परत की मोटाई है क्योंकि हमने कहा था कि y घटक वेग का वेग 0 के बराबर y पर है और यह फ्री स्टीम लोकेशन में भी 0 है तो जिसका अर्थ है कि द्रव y दिशा में गति कर रहा है और यह y के बराबर 0 और y के बीच डेल्टा दायीं ओर घिरा हुआ है तो सीमा परत के बाहर द्रव धारा मुख्य रूप से x दिशा में जाने वाली है सीमा परत के बाहर छात्र क्या मैं नहीं वाकई में नहीं इसलिए यदि आप फ्री स्ट्रीम में दूर से देखते हैं तो यह मुख्य रूप से में होगा सीमा परत के बाहर विद्यार्थी सीमा परत के बाहर ठीक है लेकिन वह है क्योंकि नहीं लेकिन वह है क्योंकि आपकी सीमा परत ऊर्जा के 99 प्रतिशत के रूप में परिभाषित है तो मान लीजिए कि आप 100 प्रतिशत लेते हैं छात्र हाँ तब आपके पास शून्य y घटक वेग होगा क्योंकि इसे फ्री स्ट्रीम होना है यह होना है क्योंकि जो भी तरल पदार्थ वास्तव में यहाँ y दिशा में घूम रहा है वह वास्तव में x घटक वेग की मंदता द्वारा मुआवजा दिया जाता है वही वास्तव में निरंतरता लाता है इसलिए यदि आप वास्तव में निरंतरता संतुलन करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्री स्ट्रीम में y घटक वेग 0 होना चाहिए छात्र वास्तव में अन्यथा द्रव गति नहीं करेगा द्रव की प्राथमिक दिशा x दिशा में नहीं होगी छात्र ऊपरी सतह और बड़ा जब आप बड़ा कहते हैं तो आपका क्या मतलब होता है बड़ा छात्र x से यह संतुलित नहीं है नहीं y दिशा में क्या है हाँ क्या यह सीमा परत के भीतर होगा या सीमा परत के बाहर होगा यदि यह सीमा परत के बाहर है छात्र मैंने चिह्नित नहीं किया था नही आप नहीं छात्र हाँ आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप वास्तव में एक निरंतरता समीकरण लिखते हैं मान लीजिए कि आप निरंतरता समीकरण लिखते हैं जरा सुनिए बस इंतजार कीजिए इसलिए यदि आप निरंतरता लिखते हैं यदि आप कहते हैं कि यह आपका नियंत्रण मात्रा है तो आप यहां अपना निरंतरता समीकरण लिखते हैं अब यहां आप निश्चित रूप से तरल पदार्थ देखने जा रहे हैं जो वास्तव में नियंत्रण मात्रा से बाहर जा रहा है क्योंकि अब यह सीमा परत के अंदर है और एक द्रव धारा अभी भी घर्षण का अनुभव कर रही है जो इंटरफ़ेस द्वारा पेश की जाती है लेकिन मान लीजिए अगर आप यहां एक कंट्रोल वॉल्यूम लिखते हैं स्टूडेंट सर मेरे पास मास फ्लक्स नहीं है संदर्भ समय 0618 आपके पास एक द्रव्यमान प्रवाह होगा यहां नहीं आपके यहां एक जन प्रवाह होगा जिज्ञासुः सर मेरा वहां भी मास फ्लक्स नहीं हुआ था अब आप नहीं करेंगे तो आप इसे ध्यान से लिखें आपके पास नहीं होगा आपके पास नहीं होगा आपके पास द्रव्यमान प्रवाह नहीं होगा खैर सीमा परत के बाहर नहीं होगा तुम्हारे पास नहीं होगा अच्छी तरह से सीमा परत के बाहर आपके पास द्रव्यमान प्रवाह नहीं होगा जिसका अर्थ है कि द्रव नहीं है केवल x दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है आपके पास y दिशा में शुद्ध दबाव प्रवणता होगी वास्तव में आप परिमाण विश्लेषण के क्रम से देखने जा रहे हैं कि y दिशा में शुद्ध दबाव प्रवणता 0 होनी चाहिए हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे तो वैसे भी यदि डेल्टा संदर्भ है जो y दिशा में संदर्भ लंबाई का पैमाना है तो अब यदि आप y घटक गति संतुलन को देखते हैं तो हम थोड़ी देर में x घटक पर आ जाएंगे यदि आप y घटक गति संतुलन को देखते हैं तो आपके पास udv बटा dx प्लस vdv बटा dy होगा जो माइनस 1 बटा rho dP बटा dy प्लस mu बटा rho गुणा del वर्ग v के बराबर होना चाहिए तो यह y घटक गति संतुलन है अब u के परिमाण का क्रम मुक्त धारा संदर्भ वेग है तो dx द्वारा udv वास्तव में U के रूप में स्केल होगा जो कि V द्वारा गुणा किए गए x घटक वेग के लिए परिमाण का क्रम है जो कि L द्वारा विभाजित y घटक वेग के लिए परिमाण का क्रम है तो ध्यान दें कि हम अभी भी नहीं जानते हैं कि v क्या है तो हम v निरंतरता समीकरण का उपयोग कैसे करते हैं तो निरंतरता समीकरण से आपके पास du बटा dx प्लस dv बटा dy होगा जो 0 के बराबर है तो यहां से आप देखेंगे कि U बटा L जो कि U के लिए परिमाण का क्रम है और L एक्स के लिए परिमाण का क्रम है प्लस vl बटा डेल्टा जो 0 के बराबर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से हम पाते हैं कि V को वास्तव में U के रूप में L से डेल्टा में स्केल करना चाहिए इसलिए y घटक वेग के परिमाण के क्रम को सीमा परत की मोटाई से मुक्त धारा वेग को गुणा करके ठीक किया जाता है तो अब इसके साथ जिसका अर्थ है कि u गुणा dv बटा dx वास्तव में U वर्ग डेल्टा बटा L वर्ग के रूप में स्केल होगा अब यदि आप vdv बाय dy v स्केल्स को कैपिटल वी और dv बाय dy स्केल्स को वी बाय डेल्टा के रूप में देखते हैं तो वह डेल्टा द्वारा V वर्ग होगा और वह U वर्ग डेल्टा वर्ग डेल्टा वर्ग होगा जिसे डेल्टा द्वारा L वर्ग में विभाजित किया जाएगा तो वह यू डेल्टा होगा ओह मैं एल स्क्वायर द्वारा एलयू डेल्टा से चूक गया जिसका अर्थ है कि ओह यू स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर ठीक है तो जिसका अर्थ है कि udv by dx और vdv by dy वास्तव में परिमाण के समान क्रम के हैं आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह L वर्ग द्वारा U वर्ग डेल्टा है जो बिल्कुल वही स्केलिंग है आप dx द्वारा d में v के लिए प्राप्त करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रेक्षण है जो है dv गुणा d by dy तो y घटक संवेग संतुलन में पहले दो पद वे वास्तव में परिमाण के समान क्रम को मापते हैं तो आइए अब दबाव शब्द को देखें तो dP by dy तो मान लीजिए मान लीजिए कि डेल्टापी वाई दिशा में दबाव ढाल है तो डेल्टापी यह डेल्टा में rho के रूप में स्केल करेगा तो y दिशा तराजू अब सीमा परत की मोटाई के रूप में डेल्टापी है तो यही है तो डेल्टापी जड़त्व द्वारा दिया जाता है वेग के संदर्भ में दबाव की शर्तें क्या हैं हम दबाव डेल्टा पी को वेग के रूप में कैसे लिखते हैं छात्र बर्नौली समीकरण बर्नौली का समीकरण तो वह स्केल rho V वर्ग बटा L दाएँ से 1 गुणा rho से डेल्टा तक होता है तो वह वी वर्ग एल से डेल्टा में होगा लेकिन हम जानते हैं कि वी स्केल यू के रूप में एल से डेल्टा में है तो वह यू वर्ग डेल्टा वर्ग होगा जो एल वर्ग से एल वर्ग में डेल्टा में होगा मैं एक अतिरिक्त एल शब्द डालता हूं तो यह rho v वर्ग बटा डेल्टाP स्केल होना चाहिए जैसे rho V वर्ग बाय छात्र दो दो सही सही तो वह तराजू rho V वर्ग बटा 2 के रूप में है इसलिए यदि मैं मॉड्यूलो स्थिरांक लेता हूं तो यह वास्तव में एल वर्ग द्वारा यू वर्ग डेल्टा के रूप में मापता है तो यह डेल्टा के लिए rho द्वारा डेल्टा में स्केलिंग है तो इसलिए डेल्टाPy जो कि rho U वर्ग डेल्टा वर्ग बटा L वर्ग के रूप में तराजू है तो अब ऐसा है जो पूरे वर्ग को L बटा डेल्टा में rho u वर्ग गुणा करता है तो सीमा परत सन्निकटन में हमने कहा कि डेल्टा L दाएँ से बहुत छोटा है इसलिए इसलिए क्योंकि डेल्टा एल से बहुत छोटा है एल वर्ग द्वारा डेल्टा वर्ग 1 से काफी छोटा होगा इसलिए इसलिए आप अनुमान लगाते हैं आप उम्मीद करते हैं कि डेल्टापी वास्तव में दबाव वाई दिशा में दबाव परिवर्तन होना चाहिए वास्तव में लगभग स्थिर रहता है जिसका अर्थ है कि dP by dy लगभग 0 होना चाहिए इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि y दिशा में दबाव ढाल लगभग स्थिर रहता है दबाव परिवर्तन स्थिर रहता है तो आप उम्मीद करते हैं कि दबाव ढाल 0 है जिसका अर्थ है कि कोई शुद्ध प्रवाह नहीं है याद रखें कि यह केवल शुद्ध प्रवाह है इसका मतलब यह नहीं है कि y घटक वेग 0 है इसका पहले से ही मतलब है कि y दिशा में द्रव का कोई शुद्ध प्रवाह नहीं है प्रवाह की सभी मुख्य दिशा x दिशा में ठीक है तो इसी तरह हम एक्स घटक वेग गति संतुलन के लिए परिमाण विश्लेषण का क्रम बहुत समान कर सकते हैं तो आप बिल्कुल वही विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि x घटक संवेग संतुलन अनिवार्य रूप से dx जमा vdu बटा dy द्वारा udu तक कम हो जाएगा जो कि ऋणात्मक 1 बटा rho dP बटा dx जमा mu गुणा mu गुणा rho d वर्ग u बटा dy वर्ग के बराबर है तो हमें बिल्कुल वैसा ही करना है कठिन हिस्सा y गति संतुलन है x गति संतुलन देखना बहुत आसान है दूसरा ग्रेडिएंट यहां क्यों नहीं होना चाहिए आप बस स्केलिंग चर का परिचय दें आप देखेंगे कि परिमाण का क्रम अन्य सभी पदों की तुलना में बहुत छोटा है तो आप इसे अनदेखा करते हैं और इसी तरह हम ऊर्जा संतुलन के लिए फिर से कर सकते हैं विचार समान dT बटा dx बराबर k गुणा d वर्ग T बटा dy वर्ग और द्रव्यमान संतुलन udCa बटा dx प्लस vdCa बटा dy है जो DAB गुणा d वर्ग Ca बटा dy के बराबर है वर्ग तो वह द्रव्यमान संतुलन है इसलिए इसके बाद हम सीमा परत सन्निकटन का परिचय देते हैं फिर y दिशा में ग्रेडिएंट x दिशा में ग्रेडिएंट से काफी बड़े होते हैं तो एक बार जब आप उन सन्निकटन का परिचय देते हैं तो यह कम समीकरण है जो आपको वेग तापमान की गतिशीलता और निश्चित रूप से सीमा परत की एकाग्रता के लिए मिलेगा dP by dy 0 है तो यह आपका y घटक गति संतुलन है शेष अवधि वे नहीं हैं तो आप देखते हैं कि एक अतिरिक्त डेल्टा है समान आदेश नहीं हैं सही तो डेल्टा P बाय rho दायीं ओर तो आपको घनत्व से विभाजित करना होगा जिज्ञासुः सर मुझे भी उस डेल्टा को बांटना है सही सही इसलिए यदि आप वास्तव में ध्यान दें कि इसलिए आपको डेल्टा को ध्यान में रखना होगा यदि वे सभी परिमाण के समान क्रम में हैं और क्योंकि डेल्टापी इसलिए क्योंकि डेल्टाaPy स्केल rho के रूप में एल स्क्वायर द्वारा यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर में है आप उम्मीद करते हैं कि यह स्थिर होना चाहिए और वह है क्योंकि स्केलिंग डीपी बाय dy है तो हमारे पास 1 बाय डेल्टा है राइट तो इसीलिए तो वे सभी परिमाण के समान क्रम के हैं अब आप किसी भी शर्त को रद्द नहीं कर सकते तो आप केवल इतना कह सकते हैं कि दबाव लगभग स्थिर है बस इतना ही आप कह सकते हैं नहीं यदि आप मानते हैं कि डेल्टापी जो स्केलिंग से निकलता है कि यह लगभग स्थिर है तो आप डीपी के कारक में dy को घटाते हैं 0 सही है क्योंकि अन्य सभी शर्तें हालांकि वे तुलनीय हैं लेकिन वे हैं बहुत छोटा है और इसलिए dP by dy 0 होना चाहिए इसलिए यदि आप यदि परिमाण विश्लेषण का क्रम आपको बताता है कि दबाव परिवर्तन y दिशा में स्थिर है तो आप स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेंगे कि dP by dy लगभग 0 है फिर से यह अनुमानित है लेकिन y यह y है स्केलिंग बहुत छोटा है इसलिए यदि उस दिशा में दबाव बहुत कम बदलता है और शुद्ध दबाव प्रवणता लगभग 0 होनी चाहिए अन्यथा आपके पास y दिशा में शुद्ध प्रवाह होगा तो y दिशा में कोई शुद्ध प्रवाह नहीं है शुद्ध प्रवाह केवल x दिशा में है सीमा परत में y घटक वेग है क्योंकि द्रव इसे देखता है यह दीवार के साथ घर्षण का अनुभव करता है यह घर्षण का अनुभव करता है इंटरफ़ेस लेकिन y दिशा में शुद्ध दबाव ढाल 0 होना चाहिए मेरा मतलब अनुमानित बहुत महत्वपूर्ण केवल लगभग 0 है तो अब मैं कुछ स्केलिंग पेश करने जा रहा हूं तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि xstar मेरा नया चर है और मैं इसे प्लेट की लंबाई के साथ मापता हूं और वाई स्टार भी मैं इसे प्लेट की लंबाई के साथ मापता हूं क्योंकि यह मापने योग्य संपत्ति है तो सीमा परत की मोटाई मापने योग्य संपत्ति नहीं है यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप माप सकते हैं और फिर मैं यूस्टार यू को एक्स घटक वेग के रूप में मुक्त धारा वेग से विभाजित करता हूं यह पूंजी यू है इसलिए यदि पूंजी यू मुक्त धारा वेग है और यदि मैं कहता हूं कि वी स्टार वी है राजधानी वी पूंजी यू तो मैं एक्स और वाई घटक को स्केल करने के लिए उसी वेग मुक्त धारा वेग का उपयोग करता हूं क्योंकि मेरे पास यही एकमात्र मापनीय मात्रा है तो इसी तरह मैं सीएस्टार को इस प्रजाति की मुक्त धारा एकाग्रता और संबंधित मुक्त धारा द्रव तापमान के साथ तापमान के साथ स्केल कर सकता हूं इसलिए अगर मैं इन स्केलिंग का परिचय देता हूं अब मैं इन समीकरणों को गैर आयामी बनाने जा रहा हूँ इसलिए वह होगा यू इनटू डीयू स्टार बाय एल इनटू डीएक्सस्टार प्लस यू इनटू वी स्टार यू इनटू वीयू स्टार बाय vy स्टार टी हैट्स इक्वल टू माइनस 1 बटा rho अब दबाव आप वास्तव में rho v वर्ग के साथ माप सकते हैं तो अगर मैं पी स्टार को पी के रूप में rho v वर्ग के रूप में पेश करता हूं इसलिए यदि वह स्केलिंग है जिसे मैं दबाव के लिए पेश करता हूं तो वह rhov वर्ग गुणा dP स्टार rho u वर्ग होगा धन्यवाद L से dx वर्ग में विभाजित किया गया तो यह दबाव प्लस mu बाय rho इन एमयू इनटू डी स्क्वायर यूस्टार के लिए स्केलिंग है जिसे एल स्क्वायर से dyस्टार स्क्वायर में विभाजित किया गया है तो अब अगर मैं सभी समान शर्तों को रद्द कर दूं और इस तरह यह ustar इनटू Duस्टार by dxstar plus vstar इनटू Duस्टार by Dyस्टार जो बराबर है अब मैं L by U स्क्वेयर लाता हूं तो L बटा U वर्ग निकल जाता है rho रद्द हो जाएगा तो यह माइनस डीपी स्टार बटा डीएक्स स्टार प्लस अब मेरे पास एल बाय यू स्क्वायर होगा तो वह होगा mu by rho इनटू mu by L Square इनटू L by Usquare इनटू d Square ustar by dyस्टार वर्ग यह शब्द क्या है यह एक संख्या है रेनॉल्ड्स संख्या तो वह होगा u स्टार duस्टार बाय डीएक्सस्टार प्लस vस्टार duस्टार बाय dyस्टार जो माइनस डीपीस्टार बटा डीएक्सस्टार प्लस वन बाय रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर है जो प्लेट की लंबाई के आधार पर डी स्क्वायर यूस्टार by dyस्टार में परिभाषित किया गया है तो रेनॉल्ड्स संख्या कुछ भी नहीं है लेकिन आरएचओ इन यू इन एल बाय म्यू तो अगर मुझे गतिज चिपचिपाहट पता है जो कि है mu by rho तो रेनॉल्ड्स संख्या U गुणा L बटा mu है तो यह फ्लैट प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स संख्या है इसे फ्लैट प्लेट की लंबाई के आधार पर परिभाषित किया गया है तो यह रेनॉल्ड्स संख्या आपको बताएगी कि लामिना से अशांत प्रवाह का अनुवाद क्या है तो यह रेनॉल्ड्स संख्या का अनुपात है का अनुपात है चिपचिपा बलों पर जड़त्वीय यह श्यान बलों पर जड़त्व का अनुपात है जड़त्वीय बल क्या है छात्र आधा rho यू स्क्वायर आधा rho Usquare यानी वह दबाव है जिसे L से विभाजित किया जाता है हम्म विद्यार्थी Lsquare से गुणा किया जाता है हाँ यह तनाव ठीक है विद्यार्थी से गुणा और चिपचिपा बलों के बारे में क्या म्यू म्यू यू ठीक है यू बटा एल को एल वर्ग से गुणा किया जाता है ताकि आपको श्यान बलों के लिए जड़त्वीय का अनुपात क्या मिलता है तो एक बार आपके पास यह है तो यह आपको बताता है कि द्रव प्रवाह पर जड़त्वीय और चिपचिपा बलों का क्या प्रभाव होता है जो कि रेनॉल्ड्स संख्या की विशेषता है इसलिए यदि आप रेनॉल्ड्स संख्या जानते हैं तो द्रव के गुण आपको बताएंगे कि प्रवाह की प्रकृति क्या है तो यह कैप्चर करता है इसमें घनत्व और चिपचिपाहट जैसे तरल पदार्थ के सभी गुण शामिल होते हैं जो द्रव प्रवाह को प्रभावित करते हैं और यह दर्शाता है कि प्रवाह की प्रकृति क्या होनी चाहिए